औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम व्याख्यान पाठ 2 करने जा रहे हैं जो औद्योगिक स्वचालन प्रणालियों की वास्तुकला पर है औद्योगिक स्वचालन प्रणाली एक काफी जटिल संस्थाएं हैं यदि आप किसी कारखाने में जाते हैं तो आपको उपकरण नियंत्रक सेंसर ऑपरेटर डिस्प्ले हार्डवेयर युक्त विभिन्न अलमारियाँ मिलेंगी और ये सभी मिलकर एक फैक्ट्री बनाते हैं जो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है इसलिए आज हम क्योंकि यह एक जटिल कार्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं जो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं उनमें से हर एक पर विस्तार से नज़र डालने के बजाय पूरे सिस्टम के संचालन को देखना सही रहेगा तो इस व्याख्यान का मूल उद्देश्य यह समझना है कि यह जटिल प्रणाली कैसे व्यवस्थित है इस प्रणाली में विभिन्न तत्व क्या हैं कैसे वे एक दूसरे से संबंधित हैं वे क्या भूमिका निभाते हैं कैसे वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं ताकि संक्षेप में वास्तुकला को परिभाषित किया जा सके आइए हम इस पाठ्यक्रम के विशिष्ट निर्देश उद्देश्यों को देखें क्योंकि औद्योगिक स्वचालन प्रणाली एक काफी जटिल प्रणाली है इसलिए यह निश्चित रूप से विभिन्न स्तरों में श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित है इसलिए इसका प्रथम उद्देश्य औद्योगिक स्वचालन के विभिन्न स्तरों के नाम को बताना है तथा दूसरा मकसद औद्योगिक स्वचालन प्रणालियों की पदानुक्रमित संरचना का वर्णन करना है जिसके माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि यह स्तर करता क्या है और हम यह जानेंगे कि एक दूसरे से कैसे सामंजस्य बैठता है या एक दूसरे से कैसे जानकारी ग्रहण करता है और उस जानकारी को दूसरे को कैसे पहुंचाता है तो इस प्रकार यह पदानुक्रमित संरचना और फिर हर एक स्तर के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन करता है चूंकि औद्योगिक स्वचालन एक अर्थ में बहुत सारे औद्योगिक स्वचालन वास्तव में नियंत्रण से संबंधित है और नियंत्रण दो प्रकार का होता है जो कि हम जल्द ही समझाएंगे कि यह स्वत नियंत्रण हो सकता है या यह पर्यवेक्षी नियंत्रण हो सकता है इसलिए दोनों के बीच के अंतर को महसूस करना महत्वपूर्ण है इसलिए अंतिम निर्देशात्मक उद्देश्य यह समझना है कि पर्यवेक्षी नियंत्रण से स्वचालित नियंत्रण को कैसे अलग किया जाता है तो अब हम औद्योगिक स्वचालन पिरामिड को समग्र रूप से देखते हैं यह एक पिरामिड क्यों है यह एक पिरामिड है क्योंकि इसमें कई स्तर हैं इसलिए इसका एक ऊर्ध्वाधर आयाम है इसलिए हमारे पास सेंसर और प्रवर्तक पिरामिड के निम्नतम स्तर हैं जो इसके साथ बातचीत करते हैं जो सीधे प्रक्रिया या मशीन के साथ बातचीत करते हैं इसलिए वे वास्तव में मशीन की प्रक्रिया से संकेत प्राप्त करते हैं अब ये सेंसर और प्रवर्तक वास्तव में आंखों और नियंत्रकों की भुजाओं के रूप में कार्य करते हैं तो इनके ऊपर हमारे पास स्वचालित नियंत्रण परत है जिसे स्तर 1 कहा जाता है अब कई स्वचालित नियंत्रण फिर से पर्यवेक्षी नियंत्रण परत पर प्रबंधित किए जाते हैं जिसे हम स्तर 2 कहते हैं अंत में एक विशेष वर्कशाप के फर्श के संचालन को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है और रखरखाव उत्पादन गुणवत्ता आश्वासन सूची सब कुछ सहित संपूर्ण विनिर्माण संचालन एक अन्य स्तर पर प्रबंधित किया जाता है जिसे उत्पादन नियंत्रण कहा जाता है और अंत में शीर्ष पर हमारे पास उद्यम नियंत्रण होता है जो कि अधिक है मेरा मतलब है कि मूल रूप से प्रबंधन कार्य होते हैं जहां न केवल उत्पादन से संबंधित कार्यों पर विचार किया जाता है बल्कि बिक्री जैसे अन्य कार्यों पर भी विचार किया जाता है और उत्पादन को इसके एक हिस्से के रूप में माना जाता है जो कि स्तर 4 है अब इस बिंदु पर हालांकि ये कार्यशीलता एक कारखाने के समग्र नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं लेकिन यह अक्सर पता चलता है कि जरूरी नहीं कि ये सभी परतें पूरी तरह से स्वचालित हों मेरे कहने का मतलब यह है कि आम तौर पर सेंसर और एक्चुएटर्स को स्वचालित होना चाहिए जिसके लिए यह उपकरण हैं स्वचालित नियंत्रण परतें भी स्वचालित हैं अधिकांश संचालन मैन्युअल रूप से नियंत्रित नहीं होते हैं लेकिन पर्यवेक्षी नियंत्रण परत से ऊपर की ओर हो यह हमेशा सच नहीं होता है कि आपके पास कार्य करने के लिए कंप्यूटर आधारित स्वचालन है संचालन करने के लिए वास्तव में इनमें से कुछ संक्रियाएँ मनुष्य द्वारा बहुत अच्छी तरह से की जा सकती हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक बिजली संयंत्र में जाते हैं या यदि आप एक बड़ी रिफाइनरी में जाते हैं तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से दुकान के तल पर एक नियंत्रण कक्ष होगा यदि आप नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करते हैं तो यह आमतौर पर एक बहुत बड़ा कमरा होता है जहां पर जब आप इसके केंद्र में होते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां कई बड़े कंप्यूटर मॉनिटर हैं और उनमें से कुछ लोग जो वास्तव में इन मॉनिटरों के आसपास बैठे होते हैं वह लोग लगातार इस कंप्यूटर मॉनिटर को देख रहे होते हैं इसलिए वे आम तौर पर प्रक्रिया पर्यवेक्षक या ऑपरेटर होते हैं जो बहुत अधिक पर्यवेक्षी नियंत्रण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षी नियंत्रण स्तर पर कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो स्वचालित होते हैं जबकि कुछ कार्य मैन्युअल रूप से भी किए जा सकते हैं उत्पादन नियंत्रण स्तर पर अधिकांश संचालन अधिकांश समय मनुष्यों द्वारा उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं जो लोगों को उत्पादन नियंत्रण कार्य करने में मदद करते हैं यही कारण है कि हमारे पास एक उत्पादन प्रबंधक होता है या कहें कि एक पावर स्टेशन में हमारे पास एक शिफ्ट चार्ज इंजीनियर होता है जो समग्र पावर प्लांट को एक निश्चित अवधि के लिए चलाने के प्रभारी होते हैं अतः उत्पादन नियंत्रण कार्य निरपवाद रूप से मैनुअल के साथ साथ स्वचालित उपकरणों का मिश्रण हैं इसी तरह उद्यम प्रबंधन कार्य भी वैसा ही है जहां आपके पास ऐसे प्रबंधक हैं जो अपने कार्यों को करने के लिए उपकरणों का उपयोग करते हैं इसलिए हमारे पास स्तर 0 स्तर 1 स्तर 2 स्तर 3 और स्तर 4 है अब आइए हम इन स्तरों और उनकी प्रकृति को कुछ और विस्तार से देखें इसलिए सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि इसे पिरामिड क्यों कहा जाता है क्योंकि जैसे ही आप ऊपर जाते हैं मेरा मतलब पिरामिड के ऊपर जाते हैं तब स्थानिक पैमाना और लौकिक पैमाना या समय पैमाना किसी दिए हुए प्रणाली का उस स्तर पर बढ़ता है अब इससे मेरा मतलब क्या है तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक सेंसर प्रणाली है जहां एक सेंसर प्रणाली पूरे मशीन में प्रणाली के चर की गणना करता है तो यह केवल उस चर का ध्यान रखता है तो इस स्थिति में यह स्थानिक पैमाना वास्तव में बहुत सीमित है इसलिए पूरे शॉप फ्लोर पर बहुत सारी मशीनें हैं और यह सारे प्रक्रिया चर हैं और सेंसर है जो 0 स्तर पर है उनमें से केवल एक को देखता है इसलिए इस अर्थ में यह स्थानिक रूप से इसका दायरा बहुत सीमित है लेकिन इसकी बातचीत बहुत कम समय के पैमाने पर होती है यानी यह अधिक सैंपलिंग समय देता है यह नियंत्रक को मान देता है इसलिए प्रत्येक मान बहुत कम समय में चर का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इस अर्थ में इसका एक बहुत प्रत्येक मान है जो जैसे ही आप ऊपर जाते हैं उदाहरण के लिए यदि आप स्वत नियंत्रण में जाते हैं तो सेंसर से बाहर आने में बहुत कम समय लगता है स्वचालित नियंत्रण सैंपल स्तर पर इस अर्थ में भी काम करता है कि यह प्रत्येक सैंपल बिंदु पर संयंत्र के लिए नियंत्रण इनपुट में नियंत्रण की गणना करता है लेकिन इसे क्यों डिज़ाइन किया गया है कभी कभी विचार बड़ी अवधि के लिए किए जाते हैं उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं कि स्थिरांक अवधि कम होना चाहिए अब जब आप स्थिरांक अवधि पर विचार कर रहे हैं तो आप वास्तव में इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यदि आप एक चरण परिवर्तन करते हैं तो एक ऑपरेटिंग बिंदु से दूसरे तक आउटपुट एक स्तर से दूसरे स्तर तक कैसे पहुंचता है इसलिए आम तौर पर आप समय की अवधि के बारे में चिंतित होते हैं जो कई सैंपलिंग समयों में फैली हुई है यदि आप पर्यवेक्षी नियंत्रण स्तर पर जाते हैं पर्यवेक्षी नियंत्रण स्तर प्रमुख कार्यों में से एक सेट बिंदु को बदलना है और सेट बिंदु परिवर्तन हर पल नहीं किए जाते हैं प्रत्येक सैंपल के समय नियंत्रण इनपुट परिवर्तन संयंत्र को दिया जाता है लेकिन सेट बिंदु परिवर्तन हर सैंपल के समय निश्चित रूप से नहीं किए जाते हैं मान लीजिए कि अगर आप पावर सिस्टम बॉयलर लेते हैं तो इसे रात के 3 बजे संचालित किया जाएगा उस वक्त यह लगभग दस फीसदी लोड पर काम कर रहा होगा सुबह 7 बजे से लगभग 9 930 बजे पच्चीस प्रतिशत लोड पर संचालित किया जा सकता है इस वक्त बिजली व्यवस्था में भारी मात्रा में लोड आता है क्योंकि सभी कार्यालय खुल जाते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं इसलिए 930 से 11 बजे के बीच यह काफी तेजी से बढ़ जाएगा मान लीजिए कि तीस प्रतिशत भार से लगभग नब्बे प्रतिशत भार हो सकता है तो नब्बे प्रतिशत भार इसे फिर से बनाए रखेगा मान लें कि 5 बजे मेरा मतलब है लगभग पांच बजे के बाद शाम आएगी और लोग विभिन्न प्रकार के प्रकाश भार पर स्विच करेंगे तो तब आपको शाम का पीक लोड मिलेगा इसलिए जब लोड काफी बढ़ जाएगा तभी बॉयलर ऑपरेटिंग पॉइंट को बदला जाएगा इसलिए बॉयलर का ऑपरेटिंग पॉइंट आमतौर पर बदल जाता है मान लें कि एक दिन में सात आठ दस बार बदलता है परिवर्तन के निर्णय घंटों की अवधि के आधार पर लिए जाते हैं इसलिए इस अर्थ में यह एक बड़े लौकिक पैमाने पर है यह बहुत बड़े स्थानिक पैमाने पर भी है क्योंकि प्रत्येक सेंसर एक सेंसर सिग्नल को देखता है एक स्वचालित नियंत्रक कई सेंसरों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण कार्रवाई कर सकता है इसलिए इस अर्थ में इसका स्थानिक पैमाना अब बढ़ गया है अब एक पर्यवेक्षी नियंत्रक आमतौर पर कई स्वचालित नियंत्रण लूपों की देखभाल करेगा और यह आम तौर पर उपकरणों के एक टुकड़े की देखभाल करता है जैसे कि बॉयलर या आउट या भट्टी या डिस्टिलेशन कॉलम की तरह आमतौर पर उनके पास कई स्वचालित नियंत्रण लूप होंगे इसी तरह एक शॉप का फर्श कई ऐसी इकाइयों या मशीनों से बना हो सकता है इसलिए उत्पादन नियंत्रण आम तौर पर तेज स्तर पर किया जाता है जबकि उद्यम नियंत्रण समग्र उद्यम स्तर पर किया जाता है इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आप समझ सकते हैं कि समय का पैमाना बढ़ रहा है और यह स्थानिक पैमाना भी बढ़ रहा है इसीलिए यह एक पिरामिड है और एक सिलेंडर नहीं तो यह स्पष्ट करते हुए अब हम प्रौद्योगिकी की प्रकृति को देखते हैं जो इन विभिन्न स्तरों पर स्वचालन के लिए उपयोग की जाती है इसलिए निम्नतम स्तर पर जब आपके पास सेंसर होते हैं और जब आपके पास सेंसर और एक्चुएटर होते हैं तो यहां आपके पास ज्यादातर आपके पास हार्डवेयर चीजें हैं क्या आप जानते हैं कि या तो वे वास्तविक संवेदन तत्व हैं या उनके पैकेजिंग तत्व या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर हैं वहां वे आम तौर पर हार्डवेयर उन्मुख होते हैं आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं लेकिन सॉफ्टवेयर भी इसके बहुत करीब है हार्डवेयर के लिए इस मायने में कि वे वास्तव में उस हार्डवेयर के बहुत करीब से बातचीत करते हैं जो उन्होंने विशेष रूप से उस हार्डवेयर के लिए लिखा था इसलिए इस अर्थ में आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि किस रूप में जाना जाता है इस स्तर पर एंबेडेड तकनीक यही है क्योंकि यह वास्तव में सेंसर का प्रकार है जिसे मशीन में एम्बेड किया जाना चाहिए इसलिए आप जानते हैं कि यह सभी तकनीक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जब आप स्वचालित नियंत्रण स्तर पर जाते हैं फिर कई मामलों में ऐसा होता है कि यह एक अलग हार्डवेयर है यह मशीन प्रक्रिया में एम्बेड नहीं किया गया है यह हार्डवेयर का एक अलग मूर्त रूप से अलग टुकड़ा है जो फिर से चलता है जो वास्तविक सॉफ्टवेयर को चलाता है सॉफ्टवेयर आम तौर पर सामान्य है यह विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है लेकिन यह अक्सर एक विशेष उद्देश्य हार्डवेयर पर चलता है जैसे आप जानते हैं कि पीएलसी औद्योगिक पीसी या कुछ डीएसपी प्रोसेसर है लेकिन एल्गोरिदम आम तौर पर पीआईडी नियंत्रण की तरह सामान्य होते हैं पीआईडी नियंत्रण एक बहुत ही सामान्य नियंत्रण एल्गोरिथम है जिसका उपयोग कई प्रक्रिया नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है लेकिन यह सॉफ़्टवेयर वास्तविक है इस अर्थ में कि आउटपुट निश्चित समय के भीतर उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक सैंपलिंग समय में आपको संयंत्र के लिए नियंत्रण इनपुट उत्पन्न करना होता है तो आपके पास रीयल टाइम सॉफ़्टवेयर है हार्डवेयर विशेष उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य दोनों प्रकार के संभव हैं यदि आप पर्यवेक्षी नियंत्रण में जाते हैं तो आप पाएंगे कि हार्डवेयर ज्यादातर सामान्य उद्देश्य वाला है यह सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर है निश्चित रूप से एक मजबूत डेटा इंटरफ़ेस के साथ क्योंकि बहुत सारे चैनल प्रक्रिया से डेटा इस पर आता है सॉफ्टवेयर अभी भी ऑनलाइन है मेरा मतलब है कि सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा ऑनलाइन कहा जाता है अगर यह बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करता है जो सेंसर का उपयोग कर प्रक्रिया से और विभिन्न संचार चैनल से लगातार डाटा स्ट्रीमिंग कर रहा है लेकिन यह वास्तविक समय में बहुत कठिन नहीं है कठिन वास्तविक समय से मेरा मतलब है कि एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर को हार्डवेयर वास्तविक समय कहा जाता है जब निष्पादन समय सीमा के भीतर समाप्त होना चाहिए यदि यह नहीं होता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और सिस्टम विफल हो सकता है लेकिन ये आम तौर पर काम करते हैं यह आम तौर पर ज्यादातर सॉफ्ट रियल टाइम का मिश्रण हो सकता है इस अर्थ में कि चीजों को समय पर किया जाना चाहिए लेकिन भले ही वे इतने कठिन न हों गणना का एक विशेष टुकड़ा समय पर समाप्त नहीं किया जा सकता है तो कुछ प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है लेकिन सामान्य तौर पर सिस्टम विफल नहीं होगा उदाहरण के लिए इस पर्यवेक्षी नियंत्रण परत के मुख्य उद्देश्यों में से एक मैन मशीन इंटरफ़ेस को अपडेट करना है जो कि जो भी ऑपरेटर है उसे यह दिखाना होगा कि प्रक्रिया कैसे प्रदर्शन कर रही है ग्राफ़ प्लॉट करके विभिन्न आँकड़े प्लॉट करके आदि इसलिए ये आमतौर पर सॉफ्ट रियल होते हैं समय संचालन इस अर्थ में कि स्पष्ट रूप से आप इसे ठीक करने के 30 मिनट बाद एक चर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं लेकिन जब तक आप इसे समय पर प्रदर्शित करते हैं चाहे आप इसे दो सेकंड के भीतर प्रदर्शित कर रहे हों या 10 सेकंड के भीतर यह अधिक परिणाम का नहीं हैतो उस हद तक इसे सॉफ्ट रीयल टाइम सॉफ़्टवेयर कहा जाता है हार्डवेयर सामान्य उद्देश्य है लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत ही विशेष उद्देश्य के लिए है जो एक रिफाइनरी के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण सॉफ्टवेयर है और उस एक बिजली संयंत्र से पूरी तरह से अलग होगा और जो एक विनिर्माण संयंत्र से पूरी तरह अलग होगा इसलिए वे मशीनों के लिए बहुत विशिष्ट हैं हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर सामान्य उद्देश्य है उत्पादन नियंत्रण मशीनों से प्रभावित नहीं होता है वे वास्तव में इसके बारे में चिंतित नहीं हैं वे कारखाने का एक सार दृश्य लेते हैं कि प्रति घंटे कितने उपकरण का उत्पादन किया जा रहा है क्या उपकरण का वह टुकड़ा वास्तव में है चाहे वह गियर हो या चाहे वह इंजन बॉक्स हो या यह नट बोल्ट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए मशीनों को सामान्य उद्देश्य के रूप में देखा जाता है मेरा मतलब है कि सेवा प्रदाता या सामग्री ट्रांसफार्मर हैं इसलिए आप इसे एक मिलिंग मशीन देते हैं यह एक गियर का उत्पादन करेगा तो मिलिंग मशीन की सटीक तकनीक क्या है यह इस ऑफ़लाइन स्तर पर रुचि नहीं रखता है यह कितने भागों का उत्पादन कर सकता है चाहे वह कार्यात्मक हो या चाहे वह गैर कार्यात्मक हो तो सॉफ्टवेयर आम तौर पर ऑफ़लाइन है और यह विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम का उपयोग करता है लेकिन वे पूरी तरह से अलग प्रकृति के हैं और वे आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं वे स्वयं मशीनों से संबंधित नहीं हैं लेकिन उत्पादन के बारे में एक सार दृष्टिकोण रखते हैं इसी तरह उद्यम स्तर के लिए इन दो स्थानों पर कुछ हद तक हम हार्डवेयर के इतने करीब नहीं है हम प्रक्रिया को एक अमूर्त इकाई के रूप में देखते हैं और हम उनके बारे में निर्णय लेते हैं और हम प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं हम उनकी निगरानी भी करते हैं इस अर्थ में पर्यवेक्षी नियंत्रण के साथ साथ उत्पादन नियंत्रण के कुछ हिस्सों तक की परतें में मैं उन्हें औद्योगिक सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में बदलना चाहूंगा औद्योगिक स्वचालन प्रौद्योगिकी के अलावा आप जानते हैं कि स्वचालन में एक प्रकार का हार्डवेयर है यह एक हार्डवेयर रीयल टाइम सॉफ़्टवेयर प्रकार का है इसलिए जबकि औद्योगिक सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत सारी तकनीक संसाधन अनुकूलन तकनीक शेड्यूलिंग तकनीक आदि शामिल हैं लेकिन वे हार्डवेयर के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हैं वे आम तौर पर सामान्य तकनीकें हैं और वे वास्तविक समय नहीं हैं इसलिए उस अर्थ में मैं औद्योगिक स्वचालन और औद्योगिक सूचना प्रौद्योगिकी के बीच में अंतर करना चाहूंगा तो इस पाठ्यक्रम में हम पहली तीन स्तर पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम स्तर 1 और स्तर 0 देखेंगे हम कुछ स्वचालन तकनीकों को भी देखेंगे जो अब पर्यवेक्षी नियंत्रण के लिए तैनात की जा रही हैं ताकि अब एक और बात कहने की जरूरत है कि ये परतें वास्तव में सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं इसलिए सेंसर कलेक्ट काउंट लगातार माप के सैंपल एकत्र कर रहे हैं जो वे स्वचालित नियंत्रक को दे रहे हैं इसी तरह स्वचालित नियंत्रक लगातार नियंत्रण इनपुट की गणना कर रहा है जिसे वे एक्ट्यूएटर को भेज रहे हैं अब इसी तरह से सेंसर और एक्चुएटर की जानकारी स्वचालित नियंत्रक सेंसर के हिस्से से प्राप्त कर रहे हैं वे वास्तव में पर्यवेक्षी नियंत्रण परत को भेज रहे हैं कि ताकि यह देखा जा सके कि नियंत्रण लूप संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है या कुछ सेट बिंदु परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं इसलिए या कुछ खराबी है कुछ सेंसर विफल हो गया है और प्रक्रिया आउटपुट बाहर जा रहा है इस मामले में पर्यवेक्षी नियंत्रक को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए तो यह या तो सेट पॉइंट को बदल सकता है या यदि दो सेंसर हैं तो यह एक सेंसर से दूसरे सेंसर पर स्विच कर सकता है इसलिए यह कमांड देता है ताकि आप देख सकें कि निरंतर सूचना प्रवाह हो रहा है सूचना प्रवाह नीचे से ऊपरी स्तर और ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक और जैसे जैसे सूचना ऊपर जाती है क्योंकि स्थानिक और समय सारिणी की जानकारी लगातार एकत्र होती जाती है इसलिए आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपको अधिक से अधिक समय की औसत जानकारी मिलती है तथ्य के रूप में आप नीचे और नीचे आते हैं आप मशीन के एक छोटे और छोटे हिस्से के बारे में अधिक से अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जानकारी एकत्र होती जाती है जैसे जैसे आप नीचे आते हैं जानकारी हल होती जाती है इसलिए यह संकल्प या शोधन होता है ठीक है अब यह सारी जानकारी भौतिक रूप से ऊपर और नीचे कैसे प्रवाहित होती है कैसे संचारित होती है तो आजकल मेरा मतलब है कि बहुत तनाव डाला जा रहा है तो आजकल एक संचालन प्रणाली है जो कि वास्तव में इन सारे यंत्रों को आपस में जोड़ती है ताकि बिना किसी रूकावट के वे आपस में सूचना का प्रसार कर सकें यदि आप औद्योगिक स्वचालन बाजार को देखते हैं तो आपको यहां बहुत सारी गतिविधियां दिखाई देंगी और कारखानों में कुछ नए रुझान उभर रहे हैं जिनकी समीक्षा पाठ्यक्रम में की जाएगी इसलिए समग्र औद्योगिक स्वचालन प्रणाली के बारे में इस तरह का विचार प्राप्त करने के बाद हम एक नज़र डालना चाहेंगे पर अब हम इन विभिन्न स्तरों पर कुछ और विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे हमें यह समझना चाहिए कि इस तकनीक का अधिकांश हिस्सा औद्योगिक स्वचालन का वह हिस्सा है जिसमें हम नियंत्रण के बारे में जानना चाहेंगे इसलिए हमें पहले यह देखना चाहिए कि औद्योगिक नियंत्रण के नियंत्रण के तत्व क्या हैं तो संरचनात्मक तत्व तो मूल रूप से नियंत्रण में क्या किया जाता है हम नियंत्रण क्यों करते हैं हम नियंत्रण करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आउटपुट या कुछ प्रक्रिया संबंधी चर जो तापमान हो सकते हैं जो दबाव हो सकते हैं या हम चाहते हैं कि वे कुछ खास तरीकों से व्यवहार करें